अभिवादन और मॉड्यूल 1 की यूनिट 19 में आपका स्वागत है यहां हम कोर्स आउटकम्स की प्राप्ति को संबोधित करते हैं पिछली इकाई में हमने समझा कि कैसे संबंधित POs PSOs कॉग्निटिव स्तर ज्ञान श्रेणियों और कक्षा सत्रों की संख्या के साथ प्रत्येक कोर्स आउटकम को टैग करना और उस विशेष PO को संबोधित करने की संभावना है तो अब हमारे पास एक तस्वीर है लेखन की पूरी तस्वीर एक कोर्स के लिए COs की पूरी तस्वीर इस इकाई में हम जो कर रहे हैं वह कोर्स आउटकम्स की प्राप्ति की गणना करना है और COs के आसपास के गुणवत्ता लूप को बंद करना है क्योंकि पूरा उद्देश्य NBA का संपूर्ण दर्शन गुणवत्ता लूप को बंद करना है जिसे हमने बड़े पैमाने पर समझाया है इसका मतलब है कि आप योजना बनाते हैं आप कुछ लक्ष्य करते हैं और फिर आप अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं और फिर आप कुछ हासिल करते हैं और आपको पता चलता है कि आप लक्ष्य से कितने दूर हैं और फिर कार्रवाई की योजना बनाएं और अगली बार जब आप पाठ्यक्रम की पेशकश करें तो इसे लागू करें यह मोटे तौर पर क्वालिटी लूप का समापन है इसलिए हम इस इकाई में देख रहे हैं कि हम गुणवत्ता लूप को बंद करने के बारे में क्या सोचते हैं इस पूरी प्रक्रिया में यह याद रखना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है केवल चीजों को करने का तरीका है इसलिए हम आपको इस अर्थ में एक पूर्ण समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं कि आप इसका अनुसरण कर सकते हैं लेकिन यदि आप बदलना चाहते हैं तो आप अपने लिए एक पूर्ण समाधान संशोधित और निर्माण कर सकते हैं एक कोर्स क्या है इसके साथ शुरू करते हुए प्रत्येक पाठ्यक्रम को क्रेडिट से पहचाना जाता है क्योंकि अधिकांश पाठ्यक्रम इन श्रेणियों में से एक में आते हैं यह 3 0 0 है जिसका अर्थ है 3 कक्षा सत्र कोई ट्यूटोरियल और कोई प्रयोगशाला नहीं या आपके पास 3 कक्षा सत्र 1 ट्यूटोरियल और कोई प्रयोगशाला नहीं हो सकते है 3 0 1 का अर्थ 3 कक्षा सत्र और 1 प्रयोगशाला है या कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि आपके पास 4 0 0 है जिसका अर्थ है 4 कक्षा सत्र और कोई ट्यूटोरियल और कोई प्रयोगशाला नहीं एक कोर्स किसी भी कोर्स के कोर्स आउटकम्स की विशेषता है और वे इसके बारे में हैं हमने पहले बताया है वे लगभग 6 हैं अर्थात हम 3 क्रेडिट कोर्स के लिए 6 प्लस या माइनस 2 के बारे में बात करते हैं 3 क्रेडिट पाठ्यक्रम में लगभग 40 कक्षा सत्र होते हैं यह नियोजित सप्ताह की संख्या पर निर्भर करता है कभी कभी आपके पास मान लो 15 सप्ताह हो सकते हैं उस स्थिति में यह 45 तक जाएगा या यह 14 सप्ताह होने पर हो सकता है कि यह 42 सत्र का हो 3 0 0 कोर्स में 40 और कक्षा के सत्रों की योजना बनाना अच्छा है और 4 0 0 जैसे 4 क्रेडिट कोर्स के लिए आपके पास लगभग 54 कक्षा सत्र होने की संभावना है एक कोर्स को POs PSOs के साथ टैग किया जाता है यह कॉग्निटिव स्तर अपने सभी COs और कक्षा या ट्यूटोरियल या प्रयोगशाला सत्रों के ज्ञान श्रेणियों को संबोधित करता है अब हम एक उदाहरण देखते हैं यदि आप इसे देखते हैं तो यह एक 3 0 1 पाठ्यक्रम है प्रति सप्ताह 3 कक्षा सत्र और 1 प्रयोगशाला सत्र जिसका अर्थ है प्रति सप्ताह प्रयोगशाला सत्र के 2 घंटे और यहां हमने 6 कोर्स आउटकम्स के संदर्भ में पाठ्यक्रम का वर्णन किया है यह 6 होना नहीं है उदाहरण के लिए पिछले एक काफी बड़ा है मैं इसे दो में तोड़ सकता हूं मैं अन्य एक CO4 को भी दो में तोड़ सकता हूं इसलिए मैं इसे 7 कर सकता हूं मैं पाठ्यक्रम की सामग्री के संबंध में इसे बिना किसी समझौते के 8 बना सकता हूं और यहां हमने जो कहा है वह प्रत्येक कोर्स आउटकम है जिसे हमने अलग अलग POs और PSOs के साथ टैग किया है जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है आम तौर पर एक कोर्स एक PSO से जुड़ा होता है यहाँ यह PSO1 होना होता है तो PSO1 उन सभी के साथ जुड़ा हुआ है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि विभिन्न COs यहां विभिन्न POs को संबोधित कर रहे हैं इस मामले में हम PO3 PO4 और PO5 को शामिल करने के लिए थोड़ा महत्वाकांक्षी हैं यह थोड़ा महत्वाकांक्षी है लेकिन हम कहें कि आप पाठ्यक्रम को और अधिक रोचक बना सकते हैं यह शिक्षक के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण है और यदि आप वास्तव में इन कार्यक्रमों के परिणामों को प्राप्त कर रहे हैं तो छात्र बहुत बेहतर सीखेंगे और फिर हमारे पास कॉग्निटिव स्तर हैं हमने इसे U U और U के रूप में वर्णित किया है और जैसा कि हमने पहले ही उल्लेख किया है अधिकांश पाठ्यक्रम आमतौर पर लागू श्रेणी से आगे नहीं बढ़ेंगे बहुत कम ही वे इससे आगे निकलेंगे क्योंकि हमारी परीक्षा पद्धति अभी भी उच्च कॉग्निटिव स्तरों को ठीक से संबोधित करने की अनुमति नहीं देती है और यहां ज्ञान श्रेणियां हम फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्चुअल और यहां प्रोसीज़रल का उपयोग कर रहे हैं लेकिन हम इंजीनियरिंग ज्ञान श्रेणियों जैसे क्राइटेरिया और स्पेसिफिकेशन्स और प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट्स को भी जोड़ रहे हैं और ये कक्षा सत्र हैं और ये प्रयोगशाला सत्र हैं इसलिए आमतौर पर अगर आपके पास 14 सप्ताह सक्रिय सप्ताह जो आपके पास है तो आपके पास 28 घंटे प्रयोगशाला और लगभग 40 घंटे कक्षा सत्र हैं यह विशेष पाठ्यक्रम उस मंच के रूप में काम करेगा जिसके भीतर हम CO अटेन्मेन्ट से संबंधित अपनी सभी संगणनाएँ करने जा रहे हैं यह समझने के लिए कि पाठ्यक्रम क्या है एक कोर्स आपने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं लक्ष्य कैसे निर्धारित करें हम उसे देखेंगे आप कुछ लक्ष्य निर्धारित करें फिर क्या होता है एक कोर्स कोर्स आउटकम्स के संदर्भ में परिभाषित किया गया है कोर्स आउटकम्स का मूल्यांकन कुछ प्रकार के मूल्यांकन पैटर्न के अनुसार किया जाता है हम यह समझाएंगे कि और मूल्यांकन पैटर्न मूल्यांकन उपकरण निर्धारित करता है जैसे मूल्यांकन उपकरण असाइनमेंट क्विज़ क्लास टेस्ट या एंड सेमेस्टर परीक्षा हो सकते हैं और ये मूल्यांकन उपकरण छात्रों की CO अटेन्मेन्ट को निर्धारित करते हैं किस हद तक यह इन मूल्यांकन उपकरणों में प्रदर्शन पर आधारित है अब इस छात्रों की CO अटेन्मेन्ट की तुलना कोर्स आउटकम लक्ष्य से की जाती है जो हमारे पास है और आप अंतर की गणना करते हैं आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं आप मापते हैं कि यह किस हद तक किया गया है और फिर आप अंतराल को माप रहे हैं और यह अंतर अंतराल को बंद करने की योजना की ओर जाता है क्योंकि आप उन अंतरालों के साथ काम नहीं करना चाहते हैं आप अगली बार योजना बनाना चाहते हैं कि आप अंतर को बंद करने या अंतर को कम करने के लिए पाठ्यक्रम की पेशकश करें और यदि अंतराल 0 या नकारात्मक है जिसका मतलब है कि आप लक्ष्य से अधिक हो गए हैं तो आप लक्ष्य बढ़ाते हैं तो यह लूप बंद करने का मूल तंत्र है और संयोग से आप प्रोग्राम आउटकम्स प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम मुख्य उपकरण वाहन हैं इसलिए हम CO अटेन्मेन्ट से कोर्स अटेन्मेन्ट के माध्यम से काम करते हैं हम बाद में PO PSO प्राप्ति भी निर्धारित करते हैं तो यह COs और POs के बीच का संबंध है तो वर्तमान में इस विशेष मॉड्यूल या इस विशेष इकाई में हम लूप के इस हिस्से को देखेंगे अब हम थोड़ा सा अनुसरण करने की कोशिश करते हैं या इसके बजाय हम NBA द्वारा बताई गई प्रक्रियाओं का पालन करने की कोशिश करते हैं अब CO अटेन्मेन्ट को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है COs की प्रत्यक्ष प्राप्ति सभी प्रासंगिक मूल्यांकन उपकरणों में छात्रों के प्रदर्शन से निर्धारित की जा सकती है जैसे कि वे कौन से चिह्न हैं जो उन्होंने प्राप्त किए हैं या ग्रेड हैं जो उन्होंने विभिन्न मूल्यांकन उपकरणों में प्राप्त किए हैं जो हम सेट करते हैं जिसमें कक्षा परीक्षण और एंड सेमेस्टर परीक्षा शामिल होगी और COs की अप्रत्यक्ष प्राप्ति जो अभी तक CO अटेन्मेन्ट है यह NBA के अनुसार वैकल्पिक है वे कोर्स एग्जिट सर्वे से निर्धारित किए जा सकते हैं यह सेमेस्टर के अंत की ओर है जो आप एक कोर्स एग्जिट सर्वे करते हैं लेकिन यह कोर्स एग्जिट सर्वे इंस्ट्रक्टर के बारे में नहीं है कि वह किस तरह का काम करता है कोर्स एग्जिट सर्वे कोर्स आउटकम्स से संबंधित है आपने किस हद तक लाभ उठाया है आप समझ चुके हैं या आपने कोर्स आउटकम्स सीख लिए हैं इसका मतलब है कि आपको एक फॉर्म इस तरह से डिजाइन करना होगा कि आप अप्रत्यक्ष रूप से छात्र से पूछ सकें कि उसने किस हद तक सीखा है या उसने किस हद तक कोर्स आउटकम्स हासिल किए हैं आप एक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं कि आपने CO6 को किस सीमा तक सीखा है हम उस तरह के सवाल नहीं पूछ सकते लेकिन इसलिए ये कोर्स एग्जिट सर्वे फॉर्म सब्जेक्ट स्पेसिफिक या कोर्स स्पेसिफिक हो जाते हैं उन्हें उसी हिसाब से डिजाइन करना होगा और अब क्या होता है जो भी आप करते हैं सर्वे फॉर्म के कारण COs की अप्रत्यक्ष प्राप्ति की गणना जटिल हो सकती है तो किसी को भी उस परिणाम का आश्वासन नहीं दिया जा सकता है जो उससे निकलेगा इसलिए जब आप विचार करते हैं तो आप अप्रत्यक्ष प्राप्ति के लिए कम वेटेज देते हैं अब हम आते हैं हमें टियर 2 और टियर 1 कॉलेजों के बीच अंतर करना होगा उदाहरण के लिए टियर 2 कॉलेज में सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा का आयोजन और मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है कॉलेज या प्रशिक्षक की इसमें कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है जबकि कॉलेज के पास केवल कंटीन्यूअस इंटरनल इवैल्यूएशन तक पहुंच है और दोनों टेस्ट के साथ साथ मूल्यांकन कॉलेज या इंस्ट्रक्टर द्वारा संचालित किया जाता है अगर आप देखें तो देश भर के टियर 2 कॉलेज में वर्तमान प्रथाएं कहीं भी हैं तो 2080 से 3070 तक कहीं भी हो सकती हैं 2080 का मतलब 20 वेटेज कंटिन्यूअस इंटरनल इवैल्यूएशन और 80 सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन को दिया जाता है और CIE के लिए उपयोग किए जाने वाले असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की संख्या कंटिन्यूअस इंटरनल इवैल्यूएशन है जहां कॉलेज द्वारा तय किया जाता है और कभी कभी यूनिवर्सिटी यह भी निर्दिष्ट करती है कि आपके पास कितने इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं और ऐसे उदाहरण हैं जहां परीक्षण केंद्र द्वारा डिज़ाइन किए गए हैं और कॉलेज को भेजे गए हैं तो यह व्यावहारिक रूप से SEE की तरह है इसका मतलब है कि विश्वविद्यालय आंतरिक परीक्षणों के साथ साथ स्थानीय स्तर पर ही सही होगा इसलिए हालांकि ऐसा करना वांछनीय नहीं हो सकता है लेकिन कुछ विश्वविद्यालयों में इस तरह की प्रथाएं हैं तो क्या होता है विभाग के पास मूल्यांकन वस्तुओं तक पहुंच नहीं होगी या प्रत्येक मूल्यांकन आइटम के लिए जो छात्र SEE में प्राप्त किया है वह कॉलेज के पास नहीं होगा आमतौर पर विश्वविद्यालय एंड सेमेस्टर परीक्षा के लिए केवल एक अंक या एक ग्रेड देता है वे आगे का विवरण नहीं देंगे कम से कम वह वर्तमान अभ्यास है तो टीयर 2 कॉलेज में CIE में असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में कॉलेज के पास केवल आइटम वाइज अंकों तक ही पहुंच होगी आपकी अपनी कक्षा के परीक्षण में आपके लिए आइटम वाइज अंक उपलब्ध होंगे जबकि टियर 1 कॉलेज में एंड सेमेस्टर परीक्षा और कंटिन्यूअस इंटरनल इवैल्यूएशन दोनों का संचालन और मूल्यांकन टियर 1 कॉलेज द्वारा किया जाता है और CIE SEE का वेटेज 4060 या 5050 होना काफी सामान्य बात है और यहां आपके पास आगे की पसंद है CIE के लिए उपयोग किए जाने वाले असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की संख्या कुछ उच्च संस्थानों में प्रशिक्षक द्वारा तय की जाती है या किसी विशेष कॉलेज में एक मानक अभ्यास का पालन किया जा सकता है ऐसे मामले में विभाग के पास सभी पाठ्यक्रमों में सभी छात्रों द्वारा सभी मूल्यांकन उपकरणों में सभी मूल्यांकन वस्तुओं के लिए प्राप्त सभी अंकों तक पहुंच होगी तो आपके पास पूरा डाटा है उस से आप टीयर 2 कॉलेज की तुलना में CO अटेन्मेन्ट बेहतर गणना कर सकते हैं आदर्श रूप से सभी असेसमेंट आइटम ये असेसमेंट आइटम शामिल हो सकते हैं इसमें 1 अंक प्रश्न 2 अंक प्रश्न 5 अंक प्रश्न 10 अंक प्रश्न और इसी तरह असेसमेंट आइटम में से प्रत्येक आदर्श रूप से कॉग्निटिव स्तर और पाठ्यक्रम के साथ टैग किया जा सकता है कोर्स आउटकम और मार्क्स ये न्यूनतम तीन आवश्यकताएं हैं निर्देश योजना के लिए आप उससे अधिक जानकारी चाहते हैं जैसे POs PSOs और ज्ञान श्रेणियां इत्यादि जहाँ तक अटेन्मेन्ट की गणना है ये तीनों पर्याप्त होंगे टीयर 2 संस्थानों के मामले में यह केवल CIE से जुड़ी असेसमेंट आइटम को टैग करना संभव होगा अब हम असेसमेंट पैटर्न के बारे में बात करते हैं हम असेसमेंट पैटर्न को क्या कहते हैं अनिवार्य रूप से यह कहने के लिए कि कौन से असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं या आपके पास कितने हैं और आप उनमें से प्रत्येक को कितना वेटेज दे रहे हैं एक टीयर 2 कॉलेज में यहां प्रस्तुत उदाहरण में हम कहते हैं मैं एक असाइनमेंट देता हूं जो 5 अंकों के रूप में दिया जाता है लेकिन आपके पास 2 या 3 असाइनमेंट भी हो सकते हैं और सभी असाइनमेंट्स से जुड़े कुल अंक भी 5 हो सकते हैं 25 में से जो हमारे पास हैं 5 अंक असाइनमेंट के लिए दिए गए हैं या 1 टेस्ट के 10 अंक हैं और टेस्ट 2 के 10 अंक हैं और हम कैसे वितरित कर रहे हैं यह फिर से प्रशिक्षक का एक विकल्प है यह विषय पर निर्भर करता है उदाहरण के लिए टेस्ट 1 के लिए मेरा वेटेज याद रखें प्रश्नों के प्रकार जो मैं 10 में से 2 पूछता हूं और 6 अंकों के प्रश्नों को समझता हूं और 2 को लागू करता हूं इसी तरह मैं टेस्ट 2 के लिए उस वेटेज को बदल सकता हूं जैसा कि हमने कहा कि यह वितरण पूरी तरह से प्रशिक्षक और विषय की प्रकृति पर निर्भर करता है और क्योंकि असाइनमेंट द्वारा और बड़े समस्या निवारण अभ्यास हैं सभी 5 अंक जो हम इस विशेष मामले में लागू कर रहे हैं ठीक है यह असेसमेंट पैटर्न है अब जबकि टियर 1 कॉलेज में मैं CIE के लिए 40 वेटेज ले रहा हूं और उन्हें वितरित किया गया है बस यह एक उदाहरण है आप अपने खुद के पैटर्न का पालन कर सकते हैं उदाहरण के लिए आप टेस्ट 2 के लिए 1 10 अंक और 20 अंक का परीक्षण कर सकते हैं यह एक और संभावना है तो यह एक नमूना है दो असाइनमेंट और दो परीक्षण हैं और विभिन्न कॉग्निटिव स्तरों के लिए दिए गए वेटेज के अनुसार संकेत दिया गया है और जैसा कि हमने कहा कि ये केवल नमूना मूल्य हैं आप इस बात पर निर्भर करते हैं कि आपके पास क्या है और इस संबंध में आपकी प्राथमिकताएँ क्या हैं अब हम क्लास एवरेज की गणना करते हैं उदाहरण के लिए हर एक प्रत्येक मूल्यांकन उपकरण जो आपने हमें पहले एक को लेने के लिए कहा है असाइनमेंट 1 में 5 अंक जुड़े हैं लेकिन ये असाइनमेंट इनमें से किसी में दिया जा सकता है जिसे आप कोर्स आउटकम्स कहते हैं ठीक है इसलिए मेरे पास CO2 के लिए 2 अंक हैं CO3 को 1 अंक और CO4 को 2 अंक दिए गए हैं तो क्या होता है 2 अंकों में से अगर मैं क्लास एवरेज को देखता हूं तो यह 15 है जहां तक CO 3 असाइनमेंट का संबंध है यह 1 में से 07 और CO4 में 2 में से 17 है टेस्ट 1 में आते हुए 10 अंक को CO1 CO2 CO3 के बीच 4 3 3 के रूप में विभाजित किया गया है और 4 अंक में से क्लास एवरेज संभव है 3 में से 23 और 21 हैं और इसी तरह या इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह के लक्ष्य रखना चाहते हैं यह अलग हो सकता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसे लक्ष्य निर्धारित करने की योजना बना रहे हैं लेकिन यहाँ 3 अंक में से क्लास एवरेज 23 है तो इस टेस्ट 2 और साथ ही CIE क्लास एवरेज की गणना इस तरह की जाती है क्या आप CO1 के लिए प्राप्त किए गए सभी अंकों को जोड़ते हैं और अधिकतम अंक क्या है और आप प्रतिशत की गणना करते हैं जबकि यदि आप टियर 1 कॉलेज में आते हैं तो आपके पास अधिक मूल्यांकन उपकरण हैं और अंक अलग हैं और आप क्लास एवरेज को समान तरीके से गणना करते हैं तो आप अंत में क्लास एवरेज प्रतिशत प्राप्त करते हैं CIE के लिए प्रत्येक CO के लिए अब हम अटेन्मेन्ट टार्गेट्स निर्धारित करने की बात करते हैं आपको कितना प्राप्त करना चाहिए फिर से यह व्यक्तिपरक है हम आपको चार उदाहरण देंगे इसका मतलब है कि आप पाठ्यक्रम के सभी CO के लिए समान टारगेट निर्धारित करते हैं जैसे आप कह सकते हैं कि सभी CO के लिए पूरी कक्षा के लिए क्लास एवरेज अंक 60 अंक से अधिक या बराबर होने चाहिए यह मापने का एक बहुत ही सकल तरीका है उदाहरण 2 टार्गेट्स सभी CO के लिए समान हैं और छात्रों के विभिन्न समूहों के प्रदर्शन स्तर के संदर्भ में निर्धारित हैं तो हम क्या कहते हैं मेरे पास होना चाहिए यह उदाहरण है उदाहरण के लिए मेरे पास 10 ऐसे छात्र होने चाहिए जिनके पास पूरे मूल्यांकन में 50 से कम अंक हों यह SEE और CIE सहित छात्र की संख्या या 50 से कम पाने वाले छात्रों का प्रतिशत 10 से अधिक नहीं होना चाहिए इसी तरह 50 से 65 अंक पाने वाले छात्रों की संख्या 40 से अधिक होनी चाहिए इसी तरह 30 में 65 से 80 और 80 से अधिक पाने वाले छात्रों का प्रतिशत कम से कम 10 होना चाहिए तो यह मेरा टारगेट है इसका मतलब है कि आप क्लास एवरेज देख रहे हैं लेकिन आप अब छात्र हैं इसका एक औचित्य है कि किसी भी वर्ग में आपके पास विभिन्न क्षमताओं अलग अलग प्रेरणाओं के छात्र होते हैं इसलिए आप उन सभी से लगभग एक ही तरह के मार्क्स की उम्मीद नहीं कर सकते आपके पास अभी भी एक और जटिल बात है उदाहरण 2 के समान पिछले एक लेकिन अब मैं प्रत्येक CO के लिए ये प्रतिशत निर्धारित करता हूं इसलिए मैंने इस तरह की एक बहुत विस्तृत तालिका रखी उदाहरण के लिए इसका कुछ लाभ है यदि आप सुधार करना चाहते हैं तो मैं उन छात्रों के समूह की पहचान कर सकता हूं जो बहुत कम हो रहे हैं और उन पर अतिरिक्त इनपुट के लिए कुछ कार्रवाई की योजना बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन यह बहुत अधिक डेटा है बहुत अधिक संगणना किया जाना है लेकिन यह किया जा सकता है यदि आपके पास एक सॉफ्टवेयर उपकरण है जिसे लागू करना मुश्किल नहीं होना चाहिए और फिर हमारे पास पिछले एक की तुलना में थोड़ा कम जटिल है लेकिन ऐसा कुछ है जो एक और अधिक आसानी से संबंधित कर सकता है पाठ्यक्रम के प्रत्येक CO के लिए अलग से टारगेट निर्धारित किए जाते हैं प्रत्येक CO का क्लास एवरेज 70 होना चाहिए उदाहरण के लिए CO1 70 होना चाहिए इसका मतलब है कि मुझे CO1 के लिए 70 क्लास एवरेज अंक प्राप्त करने का टारगेट है इसका मतलब है कि CIE के साथ साथ SEE में CO1 से संबंधित सभी मूल्यांकन आइटम 70 प्रतिशत होने चाहिए तो यह है इसलिए आप प्रत्येक CO के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि छात्र के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या अतिरिक्त गतिविधि करनी चाहिए इसलिए यहां हमारी प्रस्तुति के लिए हम इस विशेष टारगेट का उपयोग कर रहे हैं या यह उदाहरण 4 गणना के लिए आधार होगा अब हम यह कैसे करते हैं किसी विशेष पाठ्यक्रम में CO की प्राप्ति के लिए टीयर 2 कॉलेज में आप इसे केवल Cxxx कहते हैं जिसे आप 025 की गणना करते हैं जो कि CIE को 25 वेटेज और 75 SEE को दिया जाता है ताकि आप गणना करें इसका मतलब है कि मैंने पहले ही तालिका में CIE के लिए क्लास एवरेज की गणना कर ली है लेकिन SEE में आने से मेरे पास प्रत्येक CO के लिए व्यक्तिगत मूल्य नहीं हैं विश्वविद्यालय मुझे उन अंकों को देने नहीं जा रहा है वे मुझे एक क्लास एवरेज देते हैं किसी और चीज के लिए मुझे लगता है कि सभी COs एक ही सीमा तक पहुंच जाते हैं तो मैं एक ही प्रतिशत का उपयोग करता हूं और मैं इन दो 25 और 75 को मिलाकर प्रत्यक्ष CO प्राप्ति की गणना करता हूं अब टियर 1 कॉलेज वह स्थान है जहाँ आप सभी अंकों तक पहुँच सकते हैं तो SEE क्लास एवरेज मेरे पास अलग अलग मूल्य हैं मैं इस तरह से गठबंधन कर सकता हूं ठीक है CIE औसत मेरे पास है और SEE क्लास एवरेज भी जो मेरे पास है मैं दोनों के लिए 40 और 60 गठबंधन करता हूं और फिर मैं अंत में क्लास एवरेज की गणना करता हूं अब हम अगले को देखते हैं क्योंकि हम प्रत्यक्ष CO अटेन्मेन्ट के साथ साथ अप्रत्यक्ष CO अटेन्मेन्ट को भी देखना चाहते हैं यदि आप प्रत्यक्ष CO अटेन्मेन्ट को देखते हैं तो CO अटेन्मेन्ट वह पहला स्तंभ है जहाँ आपके प्रतिशत हैं जो दिखाए गए हैं कि 25 है 75 संयुक्त हैं और आपके पास वह कॉलम है और फिर अप्रत्यक्ष CO अटेन्मेन्ट जहां एग्जिट सर्वे के आधार पर आप गणना करते हैं कि CO किस सीमा तक प्राप्त होते हैं और आप इन दोनों को प्रत्यक्ष अटेन्मेन्ट के लिए 90 और अप्रत्यक्ष अटेन्मेन्ट के लिए 10 से जोड़ते हैं और आपके पास तीसरा कॉलम है जो 623 678 और इसी तरह दिखा रहा है और वे आपको CO अटेन्मेन्ट प्रदान करते हैं और उन टारगेट की तुलना करते हैं जिन्हें आपने चुना है टारगेट ये पहले से ही चयनित हैं और फिर आप CO अटेन्मेन्ट अंतर की गणना करते हैं ठीक है इसलिए यदि आपने CO1 में उदाहरण के लिए टारगेट को पार कर लिया है तो हमें CO अटेन्मेन्ट प्रतिशत 623 मिला है लेकिन हमने शुरुआत में इसे 60 के लिए सेट किया था ताकि आपको 23 मिले इसका मतलब है कि आपने टारगेट को पार कर लिया है जब आप टारगेट से अधिक हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं या आप टारगेट को पूरा करते हैं तो अगली बार जब आप पाठ्यक्रम की पेशकश करते हैं तो आप अपना टारगेट बढ़ाते हैं इसका मतलब है कि 60 के बजाय मैं इसे 65 बना सकता हूं और पूरे वर्ग को अपने CO के लिए उच्च मूल्यों को प्राप्त करने की ओर धकेलूंगा और टियर 1 कॉलेज के लिए एक ही बात यहाँ आपको दो स्थानों पर टारगेट प्राप्त हुए हैं तो आपको उसके लिए टारगेट स्तर बढ़ाना होगा ठीक है टियर 1 कॉलेज के लिए समान गणना की जाती है अब हम टीयर 2 कॉलेज का केवल एक उदाहरण दिखाते हैं हम क्या करें जैसे ही हमने वहां दिखाया और हमें जो अंतर दिखा उसे हमने टारगेट बना लिया और फिर आपको अंतर को पाटने के लिए प्रस्तावित एक कार्रवाई की योजना बनानी होगी उदाहरण के लिए क्योंकि यह 23 टारगेट का संशोधन है जहाँ से आपने लक्ष्य को 65 तक बढ़ाया है जबकि CO2 के मामले में 73 का अंतर है इसका मतलब है कि कुछ ऐसा है जिसे सुधारने की जरूरत है और प्रशिक्षक जिसने पाठ्यक्रम की पेशकश की है वह पूरी तरह से अपनी कक्षा के अनुभवों के आधार पर समझेगा कि किन चीजों को करना है यहां हमने सिर्फ सांकेतिक नमूने दिए हैं इसके बजाय यह बिल्कुल सही नहीं है कि ये प्रस्तावित नमूने हैं उदाहरण के लिए हमने कहा कि मैक्रो मॉडलिंग और BJTs और FETs के मॉडल की आवश्यकता के बारे में विस्तार से बताएं क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि हम इन सभी संगणनाओं के आधार के रूप में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पर एक कोर्स दे रहे हैं तो ये समाधान भी उसी पाठ्यक्रम के मामले में दिए गए हैं वर्तमान में उपलब्ध वाणिज्यिक उपकरण के मापदंडों को प्रस्तुत करें और CO3 में 31 अंतर है हमने कहा कि प्रतिक्रिया प्रणालियों के क्षणिक व्यवहार की आवृत्ति निर्भरता के अधिक सिमुलेशन प्रस्तुत करें जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रत्येक के लिए CO5 में 186 है इसका मतलब है कि कुछ गंभीर रूप से गलत है या तो हमारी प्रस्तुतियों के संदर्भ में या जिस तरह से हमने अपनी सामग्री का आयोजन किया या हमने प्रयोगशाला सत्र आयोजित किए जो भी यह है एक गंभीर अंतर है इसलिए हम कहते हैं कि गणितीय मॉडल और पैकेज ग्राफ का उपयोग करके पैरामीटर भिन्नता का प्रभाव प्रदर्शित करें तो यह है कि आप इसके लिए कैसे योजना बनाते हैं और आपको बाद में प्रदर्शित करना होगा कि आप वास्तव में इस जानकारी का उपयोग तब कर रहे हैं जब आप योजना बना रहे हैं जब आप निम्नलिखित सेमेस्टर या अगले वर्ष में पाठ्यक्रम का संचालन कर रहे हैं ठीक है अब हम असाइनमेंट पर आते हैं आप लेते हैं आप पहले से ही उन इकाइयों में काम कर चुके हैं जिन्हें आपने कोर्स आउटकम्स को डिज़ाइन किया है उन सभी को टैग किया है और अब आप CO अटेन्मेन्ट टारगेट निर्धारित करते हैं CO अटेन्मेन्ट प्राप्त करते हैं और पाठ्यक्रम के लिए सीखने में सुधार के लिए योजना बनाते हैं और सिर्फ व्यायाम के लिए यदि आपके पास सभी डेटा सुलभ नहीं हैं तो असाइनमेंट को पूरा करने के लिए कुछ काल्पनिक लेकिन यथोचित यथार्थवादी संख्याओं का उपयोग करें और गणना करें यह आपको एक बार कर देगा जब आप इसे स्वयं करेंगे तो यह आपको देगा या इसके बजाय आप CO अटेन्मेन्ट की गणना की भूमिका को समझेंगे और निम्नलिखित मॉड्यूल या निम्नलिखित इकाई 20 में हम POs और PSOs की प्राप्ति की गणना करेंगे और POs और PSOs के आसपास गुणवत्ता लूप को बंद करेंगे जब तक आप ऐसा नहीं करते हैं CO अटेन्मेन्ट की गणना करें हम PO अटेन्मेन्ट के लिए आगे नहीं बढ़ सकते हैं यही हम U20 की अगली इकाई में करेंगे ध्यान देने के लिये धन्यवाद